शुभ प्रभात हम चिनाई में गुरुत्वाकर्षण बलों के विचार के तहत अपरूपण सामर्थ्य पर व्याख्यान जारी रखेंगे हम अभिव्यक्ति के एक सेटखंड की स्थापना को देख रहे थे कि अक्षीय संपीड़न के विभिन्न स्तरों के लिए अपरूपण तंत्र के संदर्भ में हमें विफलता की सतह प्राप्त होती है इसलिए हमने मान और मुलर के मूल निरूपण के आधार पर पहले मामलों को देखा था अब हम प्रतिबलों की स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिबल की द्विअक्षीय अवस्था विफलता की एक सतह है इसलिए पहली असफलता के मापदंड पर हम खरे उतरे हैं मोर्टारमसाले जोड़ की विफलता जहां हम भूकंप जैसी पार्श्व शक्तियों के अधीन एक संरचना के वास्तविक पैमाने में बात कर रहे थे आपके पास फिसलन अपरूपण तंत्र का गठन होगा एसा कहा जाता है और यही आप तस्वीर में देख रहे हैं और यह मानदंड तब आता है जब क्षैतिज तल के जोड़ों की अपरूपण सामर्थ्य तक पहुंच जाती है और इसलिए मोहर कोलबॉम्ब मानदंड का उपयोग करते हुए जहां जोड़ों की अपरूपण सामर्थ्य को बंधन योगदान के जोड़ के रूप में दर्शाया जाता है जो जोड़ों में घर्षण होता है और घर्षण गुणांक जो पूर्व संपीड़न स्तर से ही प्रभावित होता है तो हम जोड़ों की विफलता की इस परिभाषा का उपयोग उन समीकरणों के खंडसेट के लिए करते हैं जो हमने पहले मान मुलर मानदंड के लिए विकसित किए हैं जहां पूर्व संपीड़न के कारण प्रतिबल का स्तर कम है इसलिए यूनिटश्रंखला के घुमावरोटेशन के कारण चिनाई श्रंखलाइकाई का एक किनारा कम संपीड़न का अनुभव कर रहा है और वह σa है यूनिटश्रंखला के दूसरी तरफ आपके पास पूर्व संपीड़न σb बढ़ा है अंतर दो में डेल्टा Δσy हो रहा है मामलों इसलिए हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं और विफलता मापदंड और घर्षण गुणांक के संदर्भ में मोहर कुलंब्स विफलता मानदंड की मदद से चिनाई जोड़ की विफलता का वर्णन एक कम सामंजस्य और एक कम घर्षण गुणांक के मामले में क्षैतिज तल के जोड़ों के संदर्भ में घट रही है क्योंकि अब आपके पास श्रंखलाइकाई के संबंध में जोड़ों के ज्यामिति की परिभाषा है जहां Δy और Δx अक्ष y के साथ इकाई आयाम हैं और इकाई की खुद में लंबाई Δx है तो हम एक कम सामंजस्य और एक कम घर्षण गुणांक के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि क्षैतिज तलों के जोड़ों की विफलता के लिए मापदंड है जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व संपीड़न का स्तर कम होने पर ऐसा होने की उम्मीद है तो अगर यह एकल मंजिला संरचना है और अगर दीवार का पहलू अनुपात ऐसा है कि क्षैतिज तलों के जोड़ अपरूपण सामर्थ्य मानदंड तक पहुंचने जा रहा है या अगर यह सबसे ऊपरी मंजिला में एक दीवार है जहां पूर्व संपीड़न स्तर कम हैं यदि तल जोड़ की अपरूपण सामर्थ्य अनुबंधित सामर्थ्य अच्छी नहीं है तो चिनाई के अन्य पदार्थ यांत्रिक मापदंडों के सापेक्ष अच्छा है तो आपके पास यह विफलता मानदंड हो सकता है इसलिए यह अक्षीय संपीड़न के निम्न स्तर के तहत पहली विफलता मानदंड है हम शुरू करेंगे हम अन्य दो मानदंडों को देखेंगे जब अक्षीय प्रतिबल का स्तर मध्यवर्ती होता है और आप उम्मीद करेंगे कि एक दो मंजिला तीन मंजिला चिनाई के बाहर के साथ भू तल में चिनाई का निर्माण और अंत में यह एक मामला जहां पूर्व संपीड़न स्तर काफी अधिक है इसलिए दूसरा मानदंड जो हम जांच कर रहे थे वह श्रंखलाइकाई में ही अपरूपण सामर्थ्य विफलता थी फिर से इस सूत्रीकरण के भीतर हम प्रतिबल के स्थानीय स्तिथि की जांच कर रहे हैं और इसे प्रतिबल के वैश्विक स्थितियों से संबंधित करने की कोशिश कर रहे हैंदीवार में ही औसत पूर्व संपीड़न स्तर है इसलिएअगर आपको दूसरे मापदंड याद है कि हम परीक्षण कर रहे थे तो यह प्रतिष्ठित विकर्ण तनाव विफलता है जो प्रतिष्ठित x दरार है वह विफलता तंत्र है जिसका हम वास्तव में तब उल्लेख कर रहे हैं जब हम श्रंखलाइकाई में अपरूपण तनाव के कारण विफलता की जांच कर रहे हैं इसलिए इस विशेष मामले में विफलता तब तक पहुंच गई है जब मुख्य तनाव तब पहुंच जाता है जब यूनिटश्रंखला के केंद्र में प्रमुख तनन प्रतिबल में ईट यूनिटश्रंखला की इस सामर्थ्य तक पहुंच जाता है तो मानदंड कहता है कि यदि पार्श्व बल से अक्षीय संपीड़न और अपरूपण प्रतिबल के संयोजन के तहत प्रमुख तनाव इकाईश्रंखला की तनन सामर्थ्य तक पहुंचता है तो आपको इकाई के केंद्र के माध्यम से होने वाली दरार प्राप्त होती है तो इस विशेष मानदंड में हम फिर मोहर प्रतिबल परिभाषा मोहर सर्कल का उपयोग कर सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं कि तनन प्रतिबल प्रमुख तनाव σ1 के सम्बन्ध में सतह की स्थिति तनाव की द्विअक्षीय स्थिति तनाव τ और σ दीवार पर अभिनय करती है σy दीवार पर अभिनय करने वाला सामान्य प्रतिबल है τ दीवार पर काम करने वाला अपरूपण तनाव है हम ईंट श्रंखलाइकाई के केंद्र में स्थिति पर विचार कर रहे हैं जब प्रमुख तनाव सिग्मा के कारण fbt के मान तक पहुँच जाता है जो श्रंखलाइकाई की तनन सामर्थ्य है हम श्रंखलाइकाई में दीवार में विफलता दरार द्वारा दीवार में विफलता प्राप्त करते हैं जो श्रंखलाइकाई में घटित हो रहा है लेकिन हमारे पास एक छोटा सा पहलू है जिसकी देखभाल हम श्रंखलाइकाई के केंद्र में तनाव दरार के गठन को परिभाषित कर रहे हैं हालांकि सूत्रीकरण का पहला खंडभागसेट श्रंखलायूनिट के ऊपर या नीचे तल के जोड़ पर था तो आपके पास Δy by Δx आयामों की एक इकाई थी और अपरूपण सामर्थ्य τ को शीर्ष सतह या नीचे की सतह है बिस्तर संयुक्त में परिभाषित किया गया था हम संयुक्त में विफलता के बारे में बात कर रहे थे हालांकि इस मानदंड में हम ईंट की श्रंखलाइकाई के केंद्र में होने वाली तनाव दरार की बात कर रहे हैं और इसलिए हमें जोड़ से ईंट के केंद्र तक अब उस प्रतिबल के अनुवाद का हिसाब रखना चाहिए और यह ज्यामितीय अनुपात से स्वयं इकाई से प्रभावित होता है तो यह एक पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और इस मान पर आने के लिए उपलब्ध संख्यात्मक विधियाँ सरल है तो यह उस मान से है कि ब्रैकेट में 23 जो आप वहां देखते हैं 23τ जिसे आप वहां देखते हैं जो मूल रूप से जोड़ों से स्वयं ईट के केंद्र तक अपरूपण प्रतिबल का परिमाण है यदि हम अब τ के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति को फिर से लिखते हैं क्योंकि पहले की अभिव्यक्ति τ के एक कृत्य के रूप में σy के संदर्भ में लिखी गई थी हम फिर से σy को कृत्य के रूप में अपरूपण सामर्थ्य के दूसरे मानदंड के लिए चाहते हैं इसलिए वर्ग मूल शर्तों का विस्तार करना और τ के संदर्भ में अभिव्यक्ति को फिर से लिखना और यहां विफलता की सामर्थ्य का उपयोग करना जो कि श्रंखलाइकाई की तनन सामर्थ्य है ईंट के केंद्र पर प्रतिबल यदि आप जांच करें कि ईंट के केंद्र में क्या हो रहा है तो अक्षीय संपीड़न स्तर σby σy है हम मान रहे हैं कि औसत सामान्य प्रतिबल वह मान है जो ईंट के केंद्र पर उस में अभिनय करने वाला सामान्य तनाव है हम मान रहे हैं कि कोई तनाव नहीं है अन्य लंब कोणीय दिशा में सामान्य प्रतिबल काम कर रहा है सामान्य तनाव अभिनय नहीं है और अपरूपण प्रतिबल 23τ है और मैं इस सूत्रीकरण पर पहुंचने के लिए उपलब्ध संदर्भ प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा लेकिन यह स्थिति का एक सरलीकरण है ईंट के केंद्र के लिए जोड़ पर तनाव तो यह यूनिट की ऊंचाई और इकाई की चौड़ाई के बीच के अनुपात पर विचार करने पर आया है इस मामले में इकाई की चौड़ाई इकाई की लंबाई इकाई के 4 गुना ऊंचाई के रूप में ली जाती है तो यह ज्यामिति होने जा रही है यह ज्यामिति पर निर्भर होने जा रही है और इसलिए यदि कोई विचलन है अगर श्रंखलायूनिट आयामों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचलन है तो आपको चाहिए कि 23 एक संख्या है जो Δx से Δy के अनुपात की धारणा के कारण आती है तो यह हमारी दूसरी मप्दंद्ता है जहां हम दीवार में पूर्व संपीड़न के स्तर या दीवार में औसत सामान्य प्रतिबल के स्तर को मध्यवर्ती सीमा के सही होने की उम्मीद करते हैं यह न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है और हम उस सीमा में विफलता तंत्र की अपेक्षा करते हैं क्योंकि पार्श्व बल और स्वयं अक्षीय बलों के संयोजन के कारण तन्यता के टूटने के कारण हो सकता है तीसरा मापदंड जो हम देखते हैं वह चिनाई के संपीडन के कारण विफलता है और यह एक तीसरी मप्दंद्ता थी तीसरी विफलता तंत्र जिसका मैंने उल्लेख किया था और यहाँ जो हम वास्तव में बात कर रहे हैं वह पार्श्व बल और उच्च पूर्व संपीड़न के संयोजन के तहत है जो पहले से ही एक दीवार में मौजूद है दीवार के संकुचित छोर दीवार का एक छोर उत्थान का अनुभव कर रहा है जबकि दूसरा छोर अन्ध्रुनी सतह बलों की कार्रवाई के तहत दीवार बढ़ी हुई संपीड़न का अनुभव कर रहा है उनके बढ़े हुए संपीड़न के तहत यदि पूर्व संपीड़न स्तर मूल रूप से अधिक था तो संभावना यह है कि नमन संपीड़न उस अंतिम मान पर पहुच जाता है जो स्वयं चिनाई की संपीडन सामर्थ्य के करीब है इसलिए यह तीसरा मानदंड चिनाई की दीवार में विफलता की स्थापना में बन जाता है तो इस विशेष मामले में यदि आप उस तस्वीर को याद करते हैं जो मैंने आपको दिखाया था जो कि दीवार का संपीड़ित छोर है जो विफलता को संपीडनकुचलना का अनुभव करना शुरू कर देता है यह अंत स्म्पीदन विफलता का अनुभव कर रहा है यह नमन संपीड़न में है यह प्रत्यक्ष संपीड़न नहीं हैलेकिन नमन संपीडन और यह वह आधार है जिसका उपयोग हम विफलता के मापदंड पर करते हैं इसलिए आपको चिनाई की संपीडन विफलता सामर्थ्य की आवश्यकता है इस मामले में चिनाई की संपीडन ताकतपिछले मानदंड में हम श्रंखलाइकाई की विफलता को तनाव देख रहे थे लेकिन यहाँ हम इस सभा में चिनाई की विफलता की ताकत को देख रहे हैं इसलिए अब जब आप मान मुलर के मापदंडों को पर फिर से याद करते हैं तो हमारे पास σa था जहां संपीड़न स्तर में कमी हुई और σb जहां संपीड़न स्तर में वृद्धि हुई है हम विफलता की कसौटी क्या हैयह परिभाषित करने के लिए σb को देखने जा रहे हैं जब σb चिनाई fu की अक्षिय संपीड़ित सामर्थ्य तक पहुँचता है तो आपको विफलता की स्थापना होती है हम इसे τ के संदर्भ में लिखते हैं और अब हम औसत अपरूपण प्रतिबल से दिवार की स्वयं औसत सामान्य प्रतिबल के बीच संबंध रखते हैं यहाँ विफलता मानदंड है पिछले तनन विकर्ण तनाव विफलता में यह fbt है श्रंखलाइकाई की तनन सामर्थ्य जबकि पहले मामले में यह जोड़ों की अपरूपण सामर्थ्य है तो विफलता को परिभाषित करने के लिए तीन भौतिक यांत्रिक मापदंड हैं जो हम प्रणाली को परिभाषित करने में लाते हैं ठीक है न इसलिए अब हमने तीन अलग अलग तरीकों से देखा तीन अलग अलग सीमा हमारे पास कम पूर्व संपीड़न मध्यवर्ती पूर्व संपीड़न और उच्च पूर्व संपीड़न स्तर थे अब आप एक उच्च पूर्व संपीडन स्तर की उम्मीद कर सकते हैं अगर दीवार एक बहुत मोटी दीवार नहीं है यदि आपके पास एक बहुत पतली दीवार है यदि आपके पास अपेक्षाकृत पतली दीवार है तो पार्श्व बलों के संतुलन के लिए उपलब्ध अमुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एक मोटी दीवार की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल छोटा है तो उच्च पूर्व संपीड़न के साथ एक पतली दीवार में आप नमन संपीडन तंत्र प्राप्त कर सकते हैं जो पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों की कार्रवाई के तहत चिनाई वाली दीवार में हो सकता है इसलिए हम मूल रूप से दीवार के पहलू अनुपात और पदार्थ की सामर्थ्य के संदर्भ में सभी संभावित ज्यामितीय संयोजनों को देख रहे हैं इसलिए जब हम इसे स्थानीय प्रतिबलों के स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं और इसे वैश्विक प्रतिबलों से संबंधित कर रहे हैं तो यह हमारे लिए आधार बन जाता है कि हम प्रतिबल के परिणामों के संदर्भ में बाद में भी स्थापित कर सकें कि एक चिनाई की दीवार में पार्श्व बल अक्षीय बल क्या है आप अक्षीय बल बंकन आघूर्ण वाले P M परस्पर क्रिया से परिचित हैं जो हम कंक्रीट में अभिकल्पन के लिए उपयोग करते हैं दिए गए चिनाई मेंसतह तंत्र में आमतौर पर अपरूपण वर्चस्व वाले तंत्र होते हैं अपरूपण क्षमता वह होती है जो पार्श्व बल से काफी प्रभावित होती है और जब हम अपरूपण की दीवारों के अभिकल्पन की जांच करते हैं तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है और इसलिए हम एक समान आधार का उपयोग करेंगे यह प्रतिबलों के स्तर पर है लेकिन हम परिणामी बलों की कार्रवाई के तहत इसकी जांच करेंगे इसलिए तीन अलग अलग विफलता तंत्रों के आधार पर जिनकी हमने अब तक जांच की है जो मूल रूप अन्ध्रुनी सतह क्रिया के तहत चिनाई में सभी संभावित विफलता तंत्र को आवरण करते हैं हमने पहले जोड़ों की विफलता को देखा फिर हमने अपरूपण तनाव के कारण विफलता को देखा दूसरा क्षेत्र नारंगी क्षेत्र जो आप वहां देखते हैं और चिनाई के खुद को संपीडन के कारण उच्च पूर्व संपीडन स्तर की विफलता के साथ तीसरा क्षेत्र है इसलिए हमने मान मुलर मानदंड के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए भाव विकसित किए हमारे पास τ टाऊ में घटे हुए सामंजस्य प्लस μ गुणा σy के बराबर है जहाँ μ फिर से घर्षण गुणांक को पहले मापदंड पर घटाया जाता है यदि आप उस मापदंडोंका उपयोग करते हैं तो आपको पहला सेटखंड बिंदीदार रेखाएँ में पहले ज़ोन में मिलेगा यह मूल रूप से किसी बिंदु पर परस्पर या उच्चतर मान टाऊ के संदर्भ में बन जाएगा दूसरे मापदंडों अधिकार के संबंध में मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं मैं इस रेखा की जांच कर रहा हूं यहां मेरे पास τटाऊ के लिए अभिव्यक्ति है I आई मेरे पास अभिव्यक्ति है अबσy की एक निश्चित सीमा से परे दूसरी अभिव्यक्ति विफलता हो रहा है क्युकि अपरूपण तनाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि तीनो मानों में से एक है अक्षीय संपीड़न के मध्यवर्ती सीमाओं के लिए होगा संचालित मानदंड अपरूपण तनाव विफलता द्वारा तो आप देखते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र समीकरण द्वारा दर्शाया गया है यह मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए σy के संबंध में सबसे कम विफलता प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल बन जाता है और तीसरे जोन के लिए हमारे पास तीसरी लाइन है और आप देखते हैं कि मान के कार्य के रूप में अपरूपण प्रतिबल τ टाऊ का सबसे कम मान बन जाता है तो आप मूल रूप से दिए गए मामले के लिए उपलब्ध पदार्थ के सामर्थ्य के लिए इन तीन अभिव्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं इन तीन अलग अलग रेखाओं को अलग अलग समीकरण द्वारा नियंत्रित करें तीनों में से सबसे कम विफलता की सतह बनेगी तो आप जो तीन काली बुन्दुदार रेखाओं को परस्पर करते हुए देखते हैं वह असफल सतह है बेशक यह विफलता सतह उस सापेक्ष प्रतिबल से प्रभावित होने जा रहा है जिसे हमने यहां माना है सामंजस्य का मान घर्षण गुणांक का मान इकाई की तनन सामर्थ्य का मान चिनाई की विफलता के संपीडन सामर्थ्य का मान और यह भी Δy अनुपात Δx पर निर्भर होने जा रहा है इसलिए ज्यामिति और भौतिक गुण किसी दी गई दीवार या किसी दिए गए विफलता क्षेत्र के लिए विफलता सतह को प्रभावित करने वाले हैं जिसकी हम एक चिनाई वाली दीवार में ही जांच कर रहे हैं इसलिए यह विफलता अनुक्षेत्र है जो पार्श्व बल और संपीड़न के तहत प्रतिबलों की द्विअक्षीय स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अक्षीय बलों पूर्ण भार और अतिभारित भार से पूर्व संपीड़न के कारण होता है तो यह मान मुलर मानदंड का विस्तार है जिसे अब एक असफल सतह प्राप्त करने के लिए आधार के रूप में दिया गया है लेकिन आपको लगता है कि हम अभी भी प्रतिबलों के स्तर पर काम कर रहे हैं हमें ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि मान मुलर सिद्धांत की विशिष्ट सीमाएँ हैं मुख्य रूप से जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप अभिकल्पनडिजाइन में इस तरह के मापदंडों का उपयोग करना चाहते थे या आप किसी भवन में प्रतिबल की स्थिति की जांच करने के लिए थे तो हर अलग अलग बिंदु पर हर चिनाई वाले पैनल में प्रतिबल का सही मान होता है इसलिए यह वास्तव में बहुत सरलीकरण है अगर हम सिर्फ एक चिनाई पैनल में इसका उपयोग करते हुए विफलता बिंदु का अनुमान लगाते थे तो इसका उपयोग विफलता सतह का उपयोग करने के सेटखंड से होता है जिस पर हम अभी पहुंचे है दूसरा पहलू प्रतिबल की स्थिति का गैर समरूप है और इसलिए प्रतिबल के स्तर पर विफलता सतहों को परिभाषित करना एक समस्याग्रस्त मामला है इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि हम जानते हैं कि एक दिशा बनाम दूसरी दिशा में सामर्थ्य चिनाई में भिन्न होने जा रही है हमने कार्य से भी देखा है मैंने जो प्रायोगिक कार्य पृष्ठ प्रस्तुत किया है कि तलों के जोड़ों के साथ सिद्धांत प्रतिबल के विभिन्न झुकावों पर विफलता तंत्र में अंतर होने जा रहा है तो आप प्रतिबल की स्थिति को नहीं देख रहे हैं जो कि पकड़ना बहुत आसान है सरी समस्या यह है कि मान मुलर मानदंड वास्तव में किसी भी पुनर्वितरण को ध्यान में नहीं रख रहा है क्योंकि चिनाई पैनल में चिनाई होती है जो परीक्षण के तहत होती है इसलिए प्रतिबल का पुनर्वितरण होने जा रहा है इस क्षण में कुछ अयोग्यता है और इसलिए जिन भावों को हमने ग्रहण किया है वे गणना के एक रैखिक अप्रत्यास्थ खंडसेट के आधार पर हैं और फिर हम विफलता प्रतिबल का उपयोग कर रहे हैं फिर मापदंड स्थापित करने में सक्षम होने के लिए पदार्थ की सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं तो यह पुनर्वितरण एक ऐसी चीज है जो आपके भाव या असफल सतह में ही नहीं माना जाता है और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि आप अभिकल्पनडिजाइन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के तरीके को देखते हैं तो यह उस प्रतिबल की स्थिति में नहीं है जिस में हम काम करते हैं हम प्रतिबल के परिणामकों पर काम करना आसान करेंगे और इसलिए यदि संभव हो तो प्रतिबल के परिणामकों के लिए इन अभिव्यक्तियों को बढ़ाया जाना उपयोगी है इसलिए यदि आप सिमित स्तिथि पद्धति देख रहे हैं या यदि आप अभिनय आधारित पद्धति देख रहे हैं और यदि सिमित स्तिथि को अनारक्षित चिनाई और प्रबलित चिनाई दोनों के लिए अभिकल्पनडिजाइन किया जा सकता है तो यह एक दिलचस्प मानदंड अभिव्यक्ति का एक दिलचस्प खंडसेट बन जाता है जिसका उपयोग आप परस्पर क्रिया को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं और मैं पार्श्व बल अक्षीय बल पार्श्व बल एच और चिनाई दीवारों में अक्षीय बल एन परस्पर क्रिया का उल्लेख कर रहा था हम अप्रबलित चिनाई के लिए कर सकते है और चिनाई को मजबूत करने के लिए एक ही बात का विस्तार करेंगे इसलिए हम दीवार पट्टिका पर स्वयं बल के परिणाम के बाद यहां काम करेंगे ठीक है इसलिए अन्ध्रुनी सतह की सामर्थ्य की जांच शुरू करने के लिए हम अब एक चिनाई की दीवार की अन्ध्रुनी सतह सामर्थ्य की जांच कर रहे हैं और फिर से एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों के समानजिनकी हमने विफलता सतह में जांच की थी जो मान मूलर मानदंड के आवेदन का अंतिम परिणाम था आपके पास पूर्व संपीड़न उच्च पूर्व संपीड़न और उच्च पूर्व संपीड़न के मध्यम पूर्व स्म्पीदन के निम्न स्तर थे उन्हीं तीन स्थितियों पर विचार किया जा सकता है जहां पहली असफलता तंत्र जिसे हम परखेंगे और परखेंगे एक नमन प्रभुत्व मैकेनिज्म है जिसका अर्थ है दीवार जब यह विरूपण के अधीन होती है जब यह पार्श्व बल और अक्षीय संपीड़न के कारण विरूपण से गुजरता है इसलिए यहां ज्यामिति आती है जो कि पहलू अनुपात पर निर्भर करता है यदि आप सभी संभावना में एक पतली दीवार को देख रहे हैं तो आप एक नमन प्रभुत्व वाला तंत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास एक क्षेत्र है जहां दीवार में उत्थान है और एक क्षेत्र जहां दीवार में संपीड़न में वृद्धि हुई है तो पूर्व संपीड़न स्तर अधिक होने पर बढ़ी हुई संपीड़न हमें नमन संपीडन मैकेनिज्म की ओर ले जा सकती है जबकि दूसरे छोर पर आपको वास्तव में दरार हो रही है जो कि नमन के तहत तनन दरार है इसलिए पहला तंत्र जिसकी हम जांच कर सकते हैं और जिसमें समग्र अभिव्यक्तियाँ हैं एकनमन परस्पर क्रिया तंत्र या अन्ध्रुनी सतह नमन परस्पर क्रिया तंत्र है और फिर हम अन्य दो तंत्रों की जांच करेंगे जो फिर से अपरूपण फिसलन तंत्र है जिसे हमने देखा कि जहां जोड़ों में विफलता है जो अपरूपण परस्पर क्रिया वाला व्यवहार है और फिर विकर्ण दरारें एक्स दरारें का गठन नमन तंत्र के बजाय फिर से एक अपरूपण तंत्र है और इसमें स्पष्ट रूप से दीवार के पहलू अनुपात की भूमिका है और कुछ ऐसा है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए पहले दीवार के पहलू अनुपात की भूमिका होती है और दीवार में मौजूद सीमा स्थितियों द्वारा निभाई गई भूमिका भी होती है चाहे आप शीर्ष पर मुक्त घूमते हों दीवार अपनी ऊर्ध्वाधर सीमा की स्थिति के संबंध में बाहू होती है यह शीर्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है या शीर्ष पर फिर से घूमने पर प्रतिबंध है इसलिए दो पहलू जो कि ज्यामिति और सीमा स्थिति के अनुसार सामने आएंगे वे हैं पहलू अनुपात और क्या दीवार शीर्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है या क्या शीर्ष पर घूमने के लिए प्रतिबंध हैं हम एक दीवार की जांच करेंगे जो शीर्ष घूर्णी संयम के कारण पार्श्व विकृत आकार या कतरनी विरूपण रेखा चित्र में बाहू को घुमाने के लिए स्वतंत्र है और फिर निश्चित रूप से हमने पहले से ही सामग्री की ताकत द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच की है आप तलों के जोड़ों की अपरूपण सामर्थ्य चिनाई की संपीड़न सामर्थ्य और चिनाई की तनन सामर्थ्य के बीच सापेक्ष सामर्थ्य हो सकती है इससे पहले हमने मान मुलर मानदंड में देखा था दूसरा मापदंड तब था जब इकाईश्रंखला की तनन सामर्थ्य तक पहुँच गया था लेकिन अब आप इकाई या मोर्टार के संदर्भ में इसकी जांच नहीं करने जा रहे हैं आप चिनाई की तनन सामर्थ्यको देख रहे हैं इसलिए fbt के बजाय हम चिनाई की तनन सामर्थ्य को देखना शुरू करेंगे और यही वह जगह है जहां विकर्ण संपीड़न परीक्षण जिसे हमने पहले चिनाई की तनन सामर्थ्य के अनुमान के रूप में देखा था जो उपयोगी होने लगता है तो आइए हम पहले मापदंड की जाँच करें पहला तंत्र अन्ध्रुनी सतह नमन तंत्र और यहाँ हम वास्तव में एक ऐसी दीवार पर विचार कर रहे हैं जिसके ऊपर और नीचे की सीमाएँ हैं यह निश्चित रूप से दो पार्श्व किनारों पर मुक्त है यह एक आदर्श स्थिति है आपके पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक आवृत्ति की दीवार है दीवार फंसी हुई है आप एक दीवार का स्पैन्ड्रेल भी एक पार्श्व सीमा स्थिति हो सकते हैं हालांकि हम एक आदर्शित मामले की जांच कर रहे हैं जहां दीवार पार्श्व किनारों पर मुक्त है और इसके आत्म भार के अधीन है और इसमें आरोपित गुरुत्वाकर्षण भार है और दीवार पर पार्श्व भार अभिनय है इसलिए हम वास्तव में P के रूप में दी गई दीवार के आत्म वजन की जांच कर रहे हैं अतिभारित भार है हम मान सकते हैं कि सीमा की स्थिति के आधार पर यह मान लिया जाता है कि अतिभारित भार की कुछ प्रत्यास्थता है और पार्श्व बल अभिनय है दीवार को H के रूप में नामित किया गया है l की दीवार की लंबाई और दीवार की ऊंचाई h है इसलिए यदि आप परिणामी बलों की जांच करने के लिए हैं जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है तो परिणामी अक्षीय बल N है तो आपके पास परिणामी अपरूपण बल H है और वह आघूर्ण जो पार्श्व बल और ऊंचाई h की वजह से दीवार पर कार्य कर रहा है इसलिए हम विभिन्न खंडों में बलों की जांच करने जा रहे हैं और हम यह मान रहे हैं कि परिणामी बल दीवार के मध्य सतह के भीतर ही समाहित हैं और हम प्रणाली में ऊर्ध्वाधर संतुलन और घूर्णी संतुलन में दो स्थितियों के लिए संतुलन समीकरण लिख सकते हैं तो ऊर्ध्वाधर संतुलन से तल पर अक्षीय बल आत्म वजन और शीर्ष पर अतिरंजित अक्षीय बल का योग है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सावधान रहें जहाँ आप प्रतिबल का अनुमान लगा रहे हैं यदि आप मध्य ऊंचाई पर दीवार में प्रतिबल वितरण के अनुमान लगा रहे हैं तो उस आत्म वजन के योगदान के बारे में सावधान रहें जो माना जा रहा है यदि आप शीर्ष पर हैं तो आत्म वजन का कोई योगदान नहीं है यदि आप नीचे हैं तो आपके पास दीवार के आत्म वजन का पूरा योगदान है इसलिए आपको सावधान रहना होगा और आप किस सतह पर गणना कर रहे हैं इसलिए यदि आप आम तौर पर नमन संपीडन विफलता देख रहे है ठीक है तो मुझे रुचि होगी कि मैं दीवार के निचले हिस्से में नमन संपीडन विफलता को देखूं क्योंकि नमन संपीडन मान अधिकतम होने वाला है संपीडन छोर पर लेकिन यदि आप विकर्ण तनाव विफलता को देखने के इच्छुक हैं तो विकर्ण तनाव विफलता आमतौर पर दीवार पैनलपट्टिका की मध्य ऊंचाई से ही शुरू होगी और इसलिए आपको यद् हो तो हमने एक समान तरीके से ईंट श्रंखलाइकाई के केंद्र में गणना की थी इसलिए पूरे दीवार पैनलपट्टिका में आम तौर पर दरारें होती हैं विकर्ण अपरूपण दरारें मध्य पाट में शुरू होती हैं क्योंकि दीवार की मध्य ऊंचाई पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल वितरण होता है और वहां आपकी गणना दीवार की मध्य ऊंचाई पर होने वाली है और इसलिए आपको अक्षीय के योगदान पर विचार करना चाहिए स्वयं का वजन दीवार के एक आधे हिस्से के रूप में है इसलिए हालांकि हम प्रतिबल के परिणाम पर काम कर रहे हैं लेकिन आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि हम दीवार में विफलता को कैसे परिभाषित कर रहे हैं दीवार की ऊंचाई में पार्श्व बल पल में सबसे ऊपर और नीचे तल पर संतुलित होता है और यहाँ सबसे ऊपर का आघूर्ण और सबसे नीचे का तल अक्षीय बल परिणाम के रूप में शीर्ष पर विलक्षणता और शीर्ष पर अक्षीय प्रतिबल परिणामी के रूप में नीचे की ओर विलक्षणता के रूप में दर्शाया गया है इसलिए हम अन्ध्रुनी सतह नमन तंत्र की जांच शुरू करते हैं हम तीन अलग अलग चरणों में देखते हैं मैं पहले तन्यता दरार चरण का उल्लेख करूंगा तो जैसा कि दीवार को पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया जा रहा हैआपको दीवार के आधार पर दरार मिलेगी हैं और जैसे जैसे दरार बढ़ती है पार्श्व बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के संयोजन को संतुलित करने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में कमी होती है और फिर अंत में आपने क्षेत्रफल को कम कर दिया है और संभवतः दीवार में होने वाली दरार को भी जो कि तंत्र है जिसकी हम जांच रहे हैं तो तन्य दरार के चरण में I आइए हम एक दीवार को देखते हैं जिसकी मोटाई t लंबाई l है इसे अक्षीय बल N और एक आघूर्ण M के अधीन किया जाता है तो वास्तव में क्या हो रहा है इस स्तर पर हम यह मानते हुए कि प्रतिबल का वितरण रैखिक प्रत्यास्थ है त्रिकोणीय वितरण देखा जाता है और दीवार अनुप्रस्थ काट का हिस्सा वास्तव में M और N के सापेक्ष मानों के आधार पर तनाव में जा सकता है और इसलिए यदि आप यह मान रहे हैं कि दीवार में महत्वपूर्ण पूर्व संपीड़न है तो दरार के लिए महत्वपूर्ण पार्श्व बलों की आवश्यकता होती है आइए हम एक ऐसी स्थिति मान लें जहां अब दीवार में तनन प्रतिबल उत्पन्न हो गया हो आपके पास दीवार का अपुरास्था काट का एक हिस्सा है जो तनन प्रतिबल के अधीन है बाकी संपीडन छोर संपीडन प्रतिबलसिग्मा में है और अक्षीय बल परिणामी N की विलक्षणता दीवार की केंद्र रेखा के संबंध में है अब हमारे पास दीवार तालों के जोड़ों के लिए लंबवत तनाव के अधीन है और इसलिए हम तालों के जोड़ों f mt तनाव अभिनय के साथ तालों के जोड़ों के तनन प्रतिबल में रुचि रखते हैं अब आप मान सकते हैं कि दीवार में शून्य तनन प्रतिबल है या मान लें कि f mt एक परिमित मान है अगर fmt एक परिमित मूल्य है तो दरार तब ही होने वाली है जब तनन प्रतिबल fmt तक पहुँच जाता है यदि आप मानते हैं कि दीवार में शून्य तनन सामर्थ्य है तो उस आघूर्ण पर आपको तनाव होगा जब हमारे पास सीमित विलक्षणता होगी तो आपको स्वतः दीवार में दरार पड़ना शुरू हो होने लगेगी तो यह मानते हुए कि यहाँ तलों के जोड़ों की तनन सामर्थ्य fmt है दरार आघूर्ण जोड़ों की तनन सामर्थ्य के ज्ञान के साथ लिखा जा सकता है फिर से अक्षीय प्रतिबल परिणामी अक्षीय बल परिणामी N गुणा प्रस्त्यास्थ e के रूप में आघूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए और इस मामले में हम इसे अक्षीय प्रतिबल धन बंकन से आने वाले प्रतिबल के रूप में लिख रहे हैं और इस अतिरिक्त प्रतिरोध के साथ उपलब्ध है जो तलों के जोड़ो की f mt गैर शून्य मान की तनन सामर्थ्य है हम नीचे लिखते हैं इस संबंध में यह मोटाई टी t और लंबाई l एल की मोटाई के अनुप्रस्थ काट का अनुभाग मापांक है अब यदि आप एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं और f mt को 0 पर ले जाते हैं तो आपको वह श्रेष्ठ स्थिति मिलती है जहां यह दरारें तब होती है जब प्रत्यास्थ l 6 के बराबर होगा तो यह पहला चरण है इसलिए मुझे लगता है कि एक विशिष्ट भ्रम है जो हम सभी छात्रों के साथ कर रहे हैं यह विशेष अभ्यास कर रहा है यह तीसरी चरण भार का पहला चरण है इसलिए यह विफलता तंत्र एक अंतिम विफलता तंत्र नहीं है यह उपयुक्तता की स्थिति के अंतर्गत है दरार उपयुक्तता की शर्तों के तहत हो रही है यह एक अंतिम सीमा स्तिथि नहीं है मेरे लिए परम सीमा स्तिथि दीवार की संपीडन विफलता है अब जो हुआ है वह तनन नमन दरार है लेकिन यह एक परम सीमा स्तिथि नहीं है यह केवल प्रारंभिक अवस्थाओं में से एक है या कम से कम उपयुक्तता सीमा स्तिथि है इसलिए जैसा कि यह प्रगति करता है परम सीमा स्तिथि है जो दीवार में ही नमन दरार हो रही है इसलिए जो महत्वपूर्ण है जब आप विफलता तंत्र का अनुमान लगा रहे हैं तो अंतिम स्थिति जो आपको संपीडन वाली अंतिम स्थिति है उस आघूर्ण की तुलना M दरार से नहीं कर सकते M दरार एक उपयुक्तता स्तर पर है लेकिन Muएम यू परम सीमा स्तिथि है सही है हम इस बिंदु पर वापस आएंगे क्योंकि आप M दरार की तुलना नहीं कर सकते और Muएम यू वे मांग के समान स्तरों पर नहीं हैं वे मांग के बहुत अलग स्तरों पर हैं एक उपयुक्तता स्तर है दूसरा परम स्तर है ठीक है दुतिये स्तिथि बाद की दरार है बाद की दरार में आपने अनुप्रस्थ काट को कम कर दिया है और अब अनुप्रस्थ काट के आंशिक भाग पर संतुलन है तो वह हिस्सा जो पार्श्व बल की दिशा के कारण उत्थान से गुज़रा है आप उस दीवार को एड़ी के रूप में संदर्भित करते हैं और दूसरा छोर जो अब उच्च पूर्व संपीड़न का अनुभव कर रहा है वह दीवार का आगे का हिस्सा है तो आप आगे का हिस्से बढ़े हुए संपीड़न स्तरों की ओर जा रहे हैं और जो संपीडन में विफल हो सकते हैं तो हम तंत्र को आगे की ओर संपीडन के रूप में संदर्भित करते हैं लेकिन ऐसा क्या होता है कि उपयुक्तता स्तिथि एड़ी की दरार है तो एड़ी में दरार तब होती है जब बिस्तर की तन्यता ताकत जोड़ों तक पहुंच जाती है उपयुक्तता सीमा तक आगे का हिस्स संपीडन चरम पर होता है तो आइए हम दीवार में इस बाद के दरारों के चरण की जांच करें दीवार पर अक्षीय प्रतिबल स्तर ऊर्ध्वाधर प्रतिबल दीवार में औसत ऊर्ध्वाधर प्रतिबल fa के बराबर है और हम अब एक आंशिक खंड पर विचार कर रहे हैं जो कि हैच किया हुआ नीला क्षेत्र है जो कि संयोजन है H एच और अक्षीय भार का जो अति भारित भार और दीवार के स्वयं भार के बराबर है हालाँकि आप यहाँ जो देखते हैं वह यह है कि प्रतिबल का वितरण अभी भी रैखिक प्रत्यास्थ माना जाता है ठीक है तो हम बाद की दरार चरण में हैं लेकिन अभी भी रैखिक प्रत्यास्थ हैं हम यह मान रहे है कि स्वयं तनाव में दरारें और निगन्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो इस संकेतन के सेट में जिसका उपयोग हम दीवार ηईटा की संकुचित लंबाई के साथ कर रहे हैं जो l एल का हिस्सा है l η जब है जब दीवार में दरार नहीं हो रही है η बराबर है lएल के लेकिन अब आंशिक लंबाई η प्रतिबलों की त्रिकोणीय वितरण को दिया जाता है प्रतिबल का परिणाम होता है अक्षीय बल परिणामी त्रिकोणीय वितरण के केंद्र में एक तिहाई पर अधिवेशन है और इसलिए संपीड़ित किनारे से η3 वह जगह है जहां परिणामी अधिवेशन है और दीवार की केंद्र रेखा के संबंध में प्रत्यास्थता e ई है इस त्रिकोणीय वितरण के साथ हमने ऐसा पहले सतह नमन यंत्र से किया है हम संतुलन लिख सकते हैं और फिर संपीड़ित लंबाई η ईटा के लिए एक अनुमान प्राप्त करें जो कि लंबाई है जिसके बाद पार्श्व बल और अक्षीय बल का संयोजन प्राप्त किया जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर संतुलन से अक्षीय बल P अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा σv है और घूर्णी संतुलन h एच पार्श्व बल गुणा दीवार की ऊंचाई h एच जो की अक्षीय बल P गुणा e के बराबर है और इसलिए हमें उस विलक्षणता का अनुमान मिलता है जो P पी भाग H एच पार्श्व बल भाग P पी द्वारा पार्श्व बल और अक्षीय बल के अनुपात गुणा ऊंचाई h एच है इस वितरण से त्रिकोणीय वितरण से हम प्राप्त करते है संकुचित किनारा प्रतिबल fm को वर्तमान संकुचित किनारा प्रतिबल fm है यह अभी भी प्रत्यास्थ रेंज के भीतर है लेकिन यह fu या चिनाई की संपीडन सामर्थ्य से संपर्क करेगा और यह बराबर होने जा रहा है 2 गुना P भाग t गुणा संपीड़ित क्षेत्र की लंबाई में जो त्रिकोणीय क्षेत्र ही है

इसलिए जब यह बढ़त किनारे की संपीडन सामर्थ्य कंप्रेसिव संपीडन सामर्थ्य के पास पहुंचती है तो हमारे पास पार्श्विक बालों की सिमित मान होता है जिसके लिए संपीडन में असफलता की उम्मीद होती है तो हमें यह अभिव्यक्ति अब किनारे के प्रतिबल से मिल गई है हम तीसरे चरण में जाते हैं जो कि अंतिम चरण की मांग और दीवार की क्षमता है जो आगे के हिस्से को संपीडित कर रही है आगे के हिस्से पर संपीड़ित मतलब चिनाई का संपीडन होना और इसी स्थिति के लिए अब हम मानते हैं कि दीवार के संपीड़ित खंड में संपीड़न का वितरण गैर रैखिक है ठीक है तो यह केवल अंतिम चरण में है कि हम संपीड़ित क्षेत्र में प्रतिबल के गैर रैखिक वितरण को मानते हैं संपीड़ित क्षेत्र अब और कम हो गया है इस मामले में जैसे हमने बाहरी सतह में बंकन के मामले के लिए किया था हम मान सकते हैं कि प्रतिबलों के परवलयिक वितरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान प्रतिबल ब्लॉक का उपयोग किया जा सकता है हम प्रतिबल ब्लॉक में बराबर प्रतिबल ब्लॉक मापदंड लिखते हैं और प्रतिबल ब्लॉक में स्वयं संतुलन को लिखते हैं और उसके बाद चिनाई की संपीडन सामर्थ्य के संबंध में अंतिम पार्श्व बल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं या अंतिम क्षण के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें विफलता हो रही है तो प्रतिबल खंडब्लॉक पैरामीटर यहाँ है हम यहाँ K Kappa के मान को 075 और 1 के बीच अलग अलग लेते हैं और ये ऐसे मान हैं जो वास्तव में सामग्री के प्रकार पर निर्भर करते हैं तो इस मामले में चिनाई के प्रकार के आधार पर 075 और 1 के बीच का मान माना जा सकता है आप प्रतिबल खंडब्लॉक की ऊंचाई के रूप में देख रहे हैं और प्रतिबल खंडब्लॉक के आयाम प्रतिबल खंडब्लॉक की लंबाई a x द्वारा विभाजित आयत का पक्ष आयाम है जो कि परवलयिक वितरण है 067 और 085 के बीच x द्वारा बदलती परवलयिक वितरण की लंबाई एक अच्छा अनुमान है तो औसत संपीड़ित प्रतिबल अक्षीय बल है विभाजित lएल गुणा t और ऊर्ध्वाधर संतुलन से अब हमारे पास प्रतिबल खंड द्वारा प्रदान किया गया संतुलन है तो N में यह प्रत्यास्थत है जिसे हम देख रहे हैं और इसलिए आपके पास आयताकार ब्लॉक के केंद्र में अधिवेशन प्रतिबल परिणामी है तो Nएन lएल 2 aए 2 जो कि जहां परिणामकर्ता अधिवेशन है वह आपका e ई है तो N गुणा e को परिभाषित किया गया है हमारे पास a के मान के लिए अभिव्यक्ति है हम इसे इस अभिव्यक्ति में लाते हैं और हमारे पास अंतिम क्षण के लिए अक्षीय संपीड़ित प्रतिबल स्तर और चिनाई fmc की संपीड़ित सामर्थ्य के ज्ञान के साथ अंतिम अभिव्यक्ति है छात्र सर यहाँ एक्स परवलयिक वितरण है a है a आयताकार प्रतिबल खंड है x यहाँ दिए गए मान हैं बस आपको मान देते हैं कि बराबर प्रतिबल ब्लॉक के लिए परवलयिक प्रतिबल वितरण बराबर करने के लिए उपयोग किया जाता है और शोध से पता चलता है कि प्रतिबल ब्लॉक का आकार जो चिनाई के प्रकार पर निर्भर करता है जिसे आप देख रहे हैं उनमें प्रतिबल ब्लॉक की ऊंचाई और 067 और 085 के बीच x एक्स द्वारा विभाजित अनुपात के रूप में प्रतिबल ब्लॉक की चौड़ाई है तो आप विभिन्न प्रकार की चिनाई के लिए इन के बीच मान ग्रहण कर सकते हैं और इसलिए अब आपके पास अंतिम क्षण के लिए एक अभिव्यक्ति है M u ने इन्हें अक्षीय संपीड़न स्तर और चिनाई की संपीडन सामर्थ्य का ज्ञान दियामूल रूप से यह देखते हुए कि विफलता एक प्रत्यास्थ वर्चस्व वाले तंत्र के तहत हो रही है आगे का हिस्सा खुद संपीडन हो रहा है

इसलिए यह तीसरी विफलता मानदंड से मेल खाती है जिसे हमने मान मुलर मानदंड में देखा था इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं दोहराता हूं कि M दरार क्रैक और M u समान स्तर पर नहीं हैं M दरार उपयुक्तता स्तिथि में है तो आप यह नहीं मान सकते हैं कि M दरार दीवार में एक विफलता मानदंड है यह केवल एक खुर सीमा है यह एक गतिशीलता सीमा स्तिथि है M u दीवार में ही अंतिम सीमा स्थिति है इस नमन यंत्र का एक विशेष मामला है जो कि दीवार का पहलू अनुपात ऐसा है कि दीवार पर अभी भी नमन तंत्र प्रभुत्व है आइए हम मान लें कि दीवार एक पहलू अनुपात की है जैसे कि दीवार की ऊंचाई दीवार की लंबाई से बहुत बड़ी है तो यह एक पतला दीवार है न कि एक मोटा दीवार जब यह एक पतली दीवार होती है तो अधिकतर यह नमन तंत्र पर हावी होने वाली होती है लेकिन पिछली स्लाइड्स में हमने जो देखा है वह तब है जब पूर्व संपीडन स्तर महत्वपूर्ण थेलेकिन अगर पूर्व संपीडन स्तर महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या आपके पास नमन तंत्र हो सकता है जो पूर्व संपीडन स्तर था यह जरूरी था कि पूर्व संपीड़न स्तर चिनाई में आगे के हिस्से को संपीडन के लिए उच्च था हेना अब यदि पूर्व संपीड़न का स्तर अधिक नहीं है तो समस्या यह है कि आप आगे के हिस्से पर संपीडन विफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं जिसका अर्थ है कि दीवार गुरुत्वाकर्षण बलों को ले जाने के लिए जारी रहेगी और समपींडीट नहीं जाएगी यह विशेष रूप से मामला है जब पूर्व संपीड़न का स्तर बहुत कम है तो आपके पास एक पतली दीवार है लेकिन अगर आपके पास यह उपरी मंजिल की दीवार है या अगर यह एक एकल मंजिला संरचना है और दीवार का पहलू अनुपात पतला है तो भी आपके पास एक नमन तंत्र हो सकता है लेकिन यह कुचलने में विफल नहीं होगा लेकिन यह कठोर होगा इसलिए इस विशेष मामले में हम वास्तव में कम अक्षीय संपीड़न की स्थिति की जांच कर रहे हैं यह अक्षीय संपीड़न चिनाई की संपीड़ित सामर्थ्य के संबंध में एक अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया है हम इसे अक्षीय प्रतिबल अनुपात के रूप में संदर्भित करते हैं जो पूर्व संपीड़न स्तर के सिग्मा है जो चिनाई fmc की संपीडन सामर्थ्य द्वारा विभाजित नहीं है यदि यह मान वास्तव में कम है और यदि यह एकल मंजिला संरचना की पतली दीवार है तो यह काफी कम मान है हम उस बिंदु को देखने जा रहे हैं जिस पर हम संक्षिप्त क्षमता के 5 प्रतिशत से कम के बारे में 2 प्रतिशत की तुलना में कम होने की संभावना देख रहे हैं जब हम उस तरह की स्थिति में होते हैं तब भी यह एक प्रत्यास्थ तंत्र द्वारा हावी हो सकता है हालांकि संपीडन क्रशिंग नहीं होगा लेकिन कठोर रॉकिंग होगा तो यह नमन तंत्र का एक विस्तार है संपीडन क्रशिंग विफल नहीं होने वाली है बल्कि कठोर होने वाली है तो यदि पूर्व संपीड़न स्तर कम है तो पार्श्व बल की एक छोटी राशि के साथ भी यदि तलों के जोड़ों की तनन सामर्थ्य अधिक नहीं है तो आप दीवार के आधार पर दरार कर सकते हैं यदि पूर्व संपीड़न स्तर कम है और पार्श्व बल की थोड़ी मात्रा के स्तर के साथ तलों के जोड़ों की तनन सामर्थ्य कम है तो आप दरार शुरू कर सकते हैं एड़ी की दरारें हो सकती हैं लेकिन एक बार जब एड़ी में दरार पड़ती है और जारी रहे चुकी पूर्व संपीड़न स्तर कम होता है तो आपके पास दीवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है जो दरार से गुजर रहा है इस शर्त के साथ कि आपके पास केवल दूसरे छोर पर लगभग एक कब्जेदार है जो समतुल्य है सही और यह ये बिंदु o है पूर्व संपीड़न का स्तर इतना कम है और चिनाई में तलों के जोड़ों की तनन सामर्थ्य भी कम है तो पार्श्व बल के थोड़ा के साथ आप एड़ी दरार प्राप्त कर सकते हैं जो अनुप्रस्थ काट के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है केवल संपीड़न में एक बहुत छोटा अनुप्रस्थ काट छोड़कर अभी भी संपीड़न में सक्रिय है दीवार की लंबाई की तुलना में ईटा का मान काफी छोटा होने वाला है चरम मामले में यह एक बिंदु है जो आपके पास बस एक बिंदु है लेकिन पूर्व संपीड़न का स्तर इतना कम है कि और संपीड़न में चिनाई की सामर्थ्य है अगर यह अच्छा है तो उस किनारे पर O आपको कभी भी संपीडन नहीं मिलेगा दीवार बस कठोररॉक रहना जारी रखेगी और इसलिए यह तंत्र को उलट रहा है अंतिम विफलता तब होगी जब स्थिरता पहुंच जाएगी और आप पलट जाएंगे लेकिन आपको संपीड़न में कुचलने में एक अनुप्रस्थ काट विफल नहीं मिलेगा तो यह विशेष मामला है इसलिए अगर हमें इस कठोर ब्लॉक को देखना है तो दीवार पट्टिका एक कठोर ब्लॉक की तरह काम करती है इसे एक विफलता सतह मिला है जो तन्य दरार के कारण नीचे की ओर बना है लेकिन O ही में इसे कब्जेदार द्वारा संतुलन बनाए रखा जाता है इसलिए अगर मैं O के चारों ओर कठोर खंडब्लॉक के संतुलन को अंतिम पार्श्व बल H u गुणा ऊंचाई H पर ले जाऊं तो N और P के योग लंबाई से दोगुना में बराबर हो जाएंगे और इसलिए आप एक अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आप देखते हैं कि यह किसी भी पदार्थ की सामर्थ्य द्वारा शासित नहीं है यह किसी भी प्दढ़त की सामर्थ्य से शासित नहीं है यह विशुद्ध रूप से ज्यामिति है आप कठोरतारॉकिंग तंत्र प्राप्त कर सकते हैं आप मोड़ तंत्र पर प्राप्त कर सकते हैं झूठ की धारणा के तहत यह तुलना में पदार्थ की सामर्थ्य काफी अधिक है जो चिनाई के लिए सही है और जब आप कम अक्षीय संपीड़न स्तरों को देखते हैं तो f mc द्वारा sigma का यह मान बहुत कम हो सकता है तो अक्षीय तनाव अनुपात कम होने के कारण आप इस विशेष मामले को प्राप्त कर सकते हैं नमन तंत्र जो नमन कठोरतारॉकिंग है इसलिए यदि आप पिछली अभिव्यक्ति में पिछली अभिव्यक्ति का उपयोग करने वाले थे तो यह 0 पर जा रहा है यह अक्षीय तनाव अनुपात हमारे लिए 0 पर जा रहा है और 0 पर जाता है केवल अक्षीय बल स्तर और स्वयं ज्यामिति से आपको उथलनेवाला तंत्र जो एक कठोर रॉकिंग है जो दीवार में होता है प्राप्त होगा तो यह एक विशेष मामला है हम स्वयं नमन तंत्र पर विचार कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास पतली दीवार है तो कम पूर्व संपीड़न वाले नमन तंत्र नमन कठोररॉकिंग के पलटाव से गुजर सकते हैं अन्यथा आप संकुचित आगे की ओर की विफलता को देख सकते हैं इसलिए हमने पहले तंत्र की जांच की है और हमारे पास जांच करने के लिए दो और हैं जो हम अगली कक्षा में करेंगे